डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह डेटाबेस रिकवरी का दूसरा और समापन हिस्सा है हमने पहले विफलता वर्गीकरण के बारे में चर्चा की है इसमें हम कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनके लिए रिकवरी एल्गोरिदम को समझेंगे और हम शुरुआती लॉक रिलीज के साथ रिकवरी के लिए लॉगिंग के संचालन को समझेंगे हम दूसरे प्रकार के लॉगिंग तंत्र के बारे में जानेंगे इसलिए रिकवरी एल्गोरिथ्म इसलिए अब तक हमने जो देखा है हमने पुनर्प्राप्ति और लॉगिंग की मूल अवधारणा को सीखा है और हमने ट्रांज़ैक्शन के सीरियल निष्पादन के मुद्दों पर चर्चा की तो अब हम मान लेंगे कि एक ही समय में कई ट्रांज़ैक्शन संचालित हो रहे हैं और उन घटकों के लिए आवश्यक हैं इसलिए कंकरेंट साझा करते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन एक निजी कार्य क्षेत्र है जिसमें धारणा बनी हुई है लेकिन हमने सिस्टम बफर क्षेत्र के बारे में बात की है तो यह सिस्टम बफर क्षेत्र वह क्षेत्र सभी अलग अलग ट्रांज़ैक्शन के लिए सामान्य होगा साथ ही लॉग क्षेत्र सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए सामान्य होगा तो अब बफर क्षेत्र में डेटा अधिकार हैं या रीड्स या राइट्स विभिन्न ट्रांज़ैक्शन के लिए किया जाता है और लॉग में अलग अलग ट्रांज़ैक्शन के अलग अलग लॉग तय किए जाते हैं इसलिए हम एक अनुमान लगाते हैं कि यदि ट्रांज़ैक्शन न हो एक तो जिसका अर्थ है कि जब ट्रांज़ैक्शन संशोधित आइटम यह एक लॉक के मामले में वापस लगता है कि एक है की तरह यह है सख्त लॉकिंग प्रोटोकॉल जो हम बात कर रहे हैं यह पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमारे पास यह नहीं था तो यह संभव है कि एक ही दर आइटम के कई अपडेट कई ट्रांज़ैक्शन द्वारा किए जाते हैं इसलिए अगर हमें उसे अनडू करने थे तो यह मूल समस्या है इसलिए हम इस मामले में एक विशेष लॉक मानेंगे और लॉग रिकॉर्ड्स को बीच बीच में लिखा जाएगा जैसा कि हमने पहले ही देखा है तो हमारे भंडारण पहुंच तंत्र के संदर्भ में वही पहले की तरह डायग्राम यह यहां एक डिस्क है यहां एक बफर है बफर आम है और निजी कार्य क्षेत्र है तो अब T1 के अलावा हमारे पास एक और ट्रांज़ैक्शन T2 है यह स्वयं बफर क्षेत्र है लेकिन इसलिए x को T1 में लिखा गया है T1 में x1 के रूप में पढ़ा गया है x को भी T2 में x2 के रूप में पढ़ा गया है और प्रत्येक कंकरेंट रूप से उस निजी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन वे आउटपुट को डिस्क पर वापस लिखने या डिस्क से सीधे पढ़ने के लिए उसी सिस्टम बफर क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक मॉडल है जिसे हम साथ लेकर चलेंगे तो रिकवरी एल्गोरिथ्म क्या है पहले लॉगिंग है और लॉगिंग संरचना समान रहता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन लॉग अपडेट ट्रांजैक्शन लॉग और कमिट ट्रांजेक्शन लॉग पहले की तरह जब आपको सामान्य ऑपरेशन के दौरान ट्रांज़ैक्शन Ti के लिए मुझे वापस ले जाना होगा जो हमें करने की आवश्यकता होगी वह एक रोलबैक है तो अनडू होना होगा तो स्कैन अंत से लॉग बैक को स्कैन करेगा और प्रत्येक लॉग रिकॉर्ड अपडेट लॉग रिकॉर्ड के लिए हम उस मूल मान को पुनर्स्थापित करेंगे जिसके लिए लिखा गया था और हम पहले की तरह एक मुआवजा लॉग रिकॉर्ड लिखेंगे इसलिए हमने जैसा किया वैसा ही है तो अब हम वास्तविक रिकवरी एल्गोरिथ्म पर गौर करते हैं इसलिए ट्रांज़ैक्शन रोलबैक में कोई अंतर नहीं है इसलिए रिकवरी एल्गोरिथ्म में हमारे पास क्या है हमारे पास एक पुनर्प्राप्ति चरण है और जहां हम सभी ट्रांज़ैक्शन के अपडेट को फिर से दोहराते हैं इसलिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया था वे सभी ट्रांज़ैक्शन फिर से किए जाएं इसलिए विफलता के बाद हम असफलता से उबर जाते हैं इसलिए हम फिर से वह सब करते हैं चाहे वे कमिट चरण में हैं इसलिए मैं यहां एक और उदाहरण दिखा रहा हूं तो यह अंतिम चेकपॉइंट है जहां eh सभी अपडेट्स का मतलब है कि मैं अपडेट्स को फ्रीज करता हूं सब कुछ डिस्क पर लॉग के साथ साथ डेटा आइटम अपडेट्स डिस्क में डाल दिया गया था और उस समय के दौरान लाइव होने वाले ट्रांज़ैक्शन के सेट को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया था उस समय में दर्ज किए गए थे इसलिए यदि हम इस मामले में उस सेट L को देखते हैं तो यह T2 T3 ये दो ट्रांज़ैक्शन होंगे इसलिए हम पहले ही देख सकते हैं कि हमारी रणनीति यह होगी कि हम T1 को नजरअंदाज करेंगे क्योंकि यह अंतिम चेकपॉइंट से पहले पूरा हो गया था T2 और T3 चल रहे थे और फिर T4 चेकपॉइंट के बाद शुरू हुआ है और इससे पहले कमिट है T5 चेकपॉइंट के बाद घूरता है लेकिन सिस्टम के विफल होने पर सक्रिय भी था इसलिए हमारी रणनीति यह होगी कि हम मान लेंगे कि यह यह पूरी चीज फिर से बन गई है तो T2 T3 T4 T5 ये सभी लॉग रिकॉर्ड मौजूद हैं इसलिए हम उनके माध्यम से अनुसरण करेंगे और उन सभी को फिर से करेंगे यदि हम उन सभी को फिर से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम T3 और T5 के पार आते हैं जो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सिस्टम आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इसलिए हम लॉग के संदर्भ में नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा क्योंकि सिस्टम विफल हो गया था इसलिए ऐसा करने के बाद हम एक अनडू करते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से इनका प्रभाव बना रहेगा अब आप सवाल कर सकते हैं कि यह अधिक स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है क्या हमें वास्तव में सब कुछ फिर से करने की आवश्यकता है और फिर उसके कुछ हिस्सों को अनडू करें जो कि सही है लेकिन यह पूरी तरह से एल्गोरिथ्म बनाता है सरल और यह वास्तव में बहुत कठिन नहीं है इसलिए हम रीडू पाते हैं तो आप नहीं जानते बस इस बिंदु को ध्यान से देखें यदि आपको उदाहरण के लिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन मिल जाता है जब आप इस पर काम कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कि आप यहां से एक ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं आप यहां से शुरू होने वाले ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के दौरान आएंगे इसलिए जब भी आपको वह मिलता है तो आप इसे अनडू सूची में डाल देते हैं प्रारंभ में आपकी अनडू सूची L है क्योंकि वे चल रही थीं इसलिए आप नहीं जानते हैं कि वे सभी को समाप्त कर सकते हैं जो अभी भी अनडू सूची में जोड़ते हैं और फिर बाकी सभी सरल होते हैं तो आप इस तरह से चलते रहते हैं यदि आप पाते हैं कि कमिट हो गया है या एबोर्ट सूची में रहता है तो आप जानते हैं कि क्या आप यदि आप इस दिशा रीडू करने की आवश्यकता है तो यह एक सरल रणनीति है जिसका पालन किया जाता है तो ma जब भी आपके पास एक लॉग रिकॉर्ड शुरू होता है तो आप इसे अनडू सूची से हटा दें तो क्या छोड़ा जाएगा अंत में ट्रांज़ैक्शन की अनडू करने की आवश्यकता है अनडू होता है तो आप जो करेंगे वह बहुत समान है इसलिए यदि आपके पास एक अपडेट रिकॉर्ड है तो आप मा ट्रांज़ैक्शन में अनडू लॉग रिकॉर्ड लिखते हैं अब जब आप पीछे की तरफ जाते हैं जब आप पाते हैं Ti start इसलिए आप जानते हैं कि यह ट्रांज़ैक्शन का एक प्रारंभिक बिंदु है और ट्रांज़ैक्शन अनडू सूची में है तो यह यह सामने आया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है यह अनडू सूची में था तो जिसका अर्थ है कि यह पूरा नहीं हो सका और इसलिए आपने शुरुआत पाई है तो यह वह जगह है जहां आपका अनडू ऑपरेशन समाप्त हो गया है तो आप एक एबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड लिखते हैं और एक बार जब आप लिख चुके होते हैं तो आप ट्रांज़ैक्शन के साथ किया जाता है तो आप इसे अनडू सूची खाली न हो जाए एक बार जब यह खाली हो जाता है तो आपने पाया है कि अनडू सूची में सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए Ti start और कुछ भी नहीं करना है इसलिए अनडू टिप्पणी कर सकता है तो विफलता से आपकी विफलता की रिकवरी पर पहले से ही ध्यान दिया जाता है तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ एक शुरुआत है इसलिए यह है कि यह वह क्रम है जिसमें ट्रांज़ैक्शन हो रहा है और यह क्रैश बिंदु है यह वह जगह है जहां यह विफल हो गया है और आपके मन में है तो यह वह जगह है जहां और यह हमारी चौकी है इसलिए चेकपॉइंट पर आप देख सकते हैं कि T0 और T1 हैं आपके उम्मीदवार क्या हैं इसलिए जब आप फिर से शुरू करते हैं तो आप इस बिंदु से शुरू करते हैं क्योंकि इससे पहले सब कुछ किया जा चुका है आप स्वाभाविक रूप से आप इस पर आते हैं तो आप इसे फिर से बनाते हैं जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में C को बदलते हैं यह पुराने मान 700 से 600 है और फिर T1 कमिट करता है जैसे ही T1 कमिट करता है आप जानते हैं कि यह ट्रांज़ैक्शन किया जाता है तो आप इसे हटा दें तो आपकी अनडू सूची से फिर आप T2 start के पार आते हैं तो आप जानते हैं कि अब एक और ट्रांज़ैक्शन शुरू हो रहा है तो यह हो सकता है कि आप नहीं जानते कि यह पूरा हो सकता है या आप नहीं कर सकते तो आप इसे अनडू हो गया है इसलिए जो परिवर्तन T0 ने पहले किया था उसे रोलबैक रोलबैक है यह विफलता के कारण नहीं है तो यह mm रोलबैक हुआ था और यह वह जगह है जहां रोलबैक पूरा हुआ तो T2 e T0 भी पूरा हो गया है तो T0 के बाद इस पर ध्यान दिया जाता है फिर redo चरण में T0 भी पूरा हो जाता है और यह आप क्रैश पॉइंट पर पहुँच जाते हैं तो आपकी अनडू सूची केवल T2 के साथ बची है तो अब जब आपने यह कर लिया है तो जब आपने यहां फिर से किया है कि T2 जो चल रहा है तो आप इस लॉग रिकॉर्ड को लिखते हैं तो यह लॉग रिकॉर्ड मूल ट्रांज़ैक्शन के दौरान पुनर्प्राप्ति के दौरान नहीं लिखा जाता है और सिस्टम की विफलता के कारण T2 को एबोर्ट करना पड़ा इसलिए T0 का समर्थन ट्रांज़ैक्शन रोलबैक के कारण था लेकिन सिस्टम विफलता के कारण T2 abort है इसलिए T2 को वापस अनडू फेज में रोलबैक किया जा सकता है तो एक बार जब यह किया गया है तो आप T2 से शुरू होने वाले अनडू चरण को करते हैं और फिर आप पीछे की ओर जाते हैं जैसे आप यहां पीछे जाते हैं तो आप इसे अनडू करेंगे यह वही है जो आप लिखते हैं कि आप टी 2 में आते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके पास रोलबैक है तो आप T2 abort लिखें यह वास्तविक रोलबैक हो सकता है और आप देख सकते हैं कि अब इस अनडू का एक इंटरमिक्स है अब आखिरी मा जो हम बात करना चाहते हैं वह है रिकवरी विथ अर्ली लॉक रिलीज़ इसका मतलब यह है कि यह ठीक है अब तक हमने रिकवरी के बारे में बात की है जो केवल डेटा अपडेट सिंगल डेटा अपडेट के संदर्भ में है तो मेरा मतलब है कि अगर मैं ठीक होना चाहता हूं तो आप बस यह जान सकते हैं कि आप पुराने डेटा को वापस लिख सकते हैं लेकिन उदाहरण के लिए कई अन्य स्थितियों के मामले में यह सच नहीं है यदि आप बी ट्री नहीं कर सकते और उसी को वापस ले सकते हैं जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यदि आप बी ट्री की संरचना ही बदल गई है और उसके बाद कई अन्य इन्सर्ट डिलीट हो गए हो सकते हैं इसलिए यदि आप अब वापस जाना चाहते हैं और मूल्यों के संदर्भ में इस विशेष प्रविष्टि को अनडू करें तो ऐसा करना संभव नहीं है इसलिए जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप वास्तव में इतिहास की तरह की रणनीति को दोहरा नहीं सकते तो आपको जो करना है वह किसी तरह का अनडू है तो अब तक अनडू भौतिक था आपने इसे लिखा था आप इस मान से इस मान को बदलते हैं तो आपका अनडू है तो आप मूल मूल्य को पुनर्स्थापित करते हैं और यहां आपका अनडू किया जाता है यह तर्कसंगत है कि आपके द्वारा किए गए ऑपरेशन के लिए है तो आप एक मिलान ऑपरेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो अनडू के समान प्रभाव पैदा करता है इसलिए यदि आपने घुसाया है तो आप आपका अनडू उस रिकॉर्ड का एक उसी तरह निकालना हैं यदि आपने 10 से वृद्धि की है तो आप कह सकते हैं कि आपका संबंधित अनडू 10 से घटता है इसलिए इसे तार्किक अनडू का एक बहुत अच्छा विकल्प है इसलिए यदि आपने डालने करें और इसी तरह आगे बढ़ें इसलिए एक सूचना फिर से भौतिक रूप से लॉग की जाती है इसलिए संचालन के लिए भी प्रत्येक अधिकार के लिए नए मूल्य जो तार्किक रूप से हैं जिसमें तार्किक अनडू है तो आप एक तार्किक फिर से नहीं करते हैं मेरा मतलब है मैं इस बात के विवरण में नहीं जाऊंगा कि यह क्यों नहीं किया गया है लेकिन यह बस चीजों को बहुत जटिल बनाता है इसलिए भौतिक रीडू हमेशा भौतिक होता है और आप दिखा सकते हैं कि फिजिकल रीडू इस तरह के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करता है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लॉजिकल रीडू का उपयोग नहीं किया जाता है हम केवल तार्किक अनडू संचालन का उपयोग करेंगे तो आप इस तरह के तार्किक अनडू संचालन के लिए कैसे लॉग इन करते हैं अब आप क्या करते हैं तो अब यह एक ऑपरेशन है यह एक एकल मूल्य अद्यतन नहीं हो सकता है तो यह उस एक रिकॉर्ड के संदर्भ में कैप्चर नहीं किया जाता है जिसे आप लॉग रिकॉर्ड जानते हैं लेकिन यह कई लॉग रिकॉर्ड हो सकते हैं जिन्होंने वास्तव में उस ऑपरेशन को करने के लिए तीन चार अलग अलग बदलाव किए हैं और आप वास्तव में उस ऑपरेशन के लिए अनडू परिभाषित करना चाहते हैं तो जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप एक लॉग से शुरू करते हैं जो कहता है कि ट्रांज़ैक्शन क्या है और ऑपरेशन क्या है तो आप ऑपरेशन के लिए एक पहचानकर्ता डालते हैं और फिर लिखते हैं कि ऑपरेशन शुरू होता है तो आप जानते हैं कि यह वह जगह है जहां ऑपरेशन शुरू हो गया है फिर इस ऑपरेशन के लिए जो सभी चीजें हो रही हैं जबकि ऑपरेशन निष्पादित हो रहा है तो आप सामान्य लॉग रिकॉर्ड्स को भौतिक रीडू भौतिक जानकारी के साथ लिखते हैं ये सभी लॉग्स लिखे गए हैं और जब यह ऑपरेशन आपको समाप्त करता है तो यह एक विशेष ऑपरेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इसलिए संपूर्ण ट्रांज़ैक्शन जानकारी है जिसे आप डालते हैं तो आइए एक उदाहरण देखें

तो मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन एक प्रमुख रिकॉर्ड जोड़ी का सम्मिलित है तो हम कहते हैं कि यह प्रमुख रिकॉर्ड जोड़ी है और I9 सूचकांक इंडेक्स में है तो यह ऑपरेशन यहां शुरू होता है और फिर कई चरणों में किया जाना है उदाहरण के लिए आपको यह कहना होगा कि यदि X की वैल्यू रिकॉर्ड होगा यदि Y रिकॉर्ड आईडी है जो RID 7 है तो यह 45 से Y बदल जाता है तो ये सभी इन्सर्ट हैं तो इस व्यापक ऑपरेशन के संदर्भ में ये अलग अलग निर्देश हैं और जब आप उन सभी के साथ किए जाते हैं तो आपका ऑपरेशन समाप्त हो जाता है और आप इस अनडू जानकारी को लिखते हैं तो इन्सर्ट किया था तो अब आप अपने कुंजी इंडेक्स क्या होगा यह लिखते हैं तो यह एक संपूर्ण लॉकिंग है जो हम करते हैं तो आप अपनी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया संचालन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि ऑपरेशन पूरा होने से पहले क्रैश या रोलबैक होता है तो ऑपरेशन और लॉग रिकॉर्ड नहीं मिला है आप इसे नहीं पाएंगे तो आप नहीं जानते कि अनडू संचालन क्या है तो उस स्थिति में अनडू करें और हम उन सभी भौतिक पूर्व सूचनाओं को नजरअंदाज कर देंगे जो उस ऑपरेशन को लॉग लॉग में मिलेंगी निश्चित रूप से रीडू अभी भी फिजिकल रीडू जानकारी का उपयोग करेगा जो कि है तो अगर हम वास्तविक में देखते हैं यदि हम तार्किक अनडू रोलबैक में देखते हैं इसलिए अगर मेरे पास एक अपडेट रिकॉर्ड है जो स्वाभाविक रूप से भौतिक है और फिर हम अनडू प्रदर्शन कर सकते हैं जो कि पिछली बार हमने केवल एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था अगर मुझे ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड मिलता है तो रोलबैक करने के लिए हम आपसे तार्किक अनडू जानकारी लेंगे और हम उस ऑपरेशन को करेंगे इसके अंत में हम निश्चित रूप से यह दर्शाने के लिए ऑपरेशन एबोर्ट किया गया है इसलिए यदि हमारे पास केवल एक ही रिकॉर्ड है तो हम इसे अनदेखा कर देंगे और यदि हमें एक ऑपरेशन एबोर्ट का पता चलता है तो हम उन सभी रिकॉर्डों को छोड़ देंगे जो शुरुआत तक पाए गए थे स्वाभाविक रूप से आप यह समझ सकते हैं कि 3 और 4 ट्रांज़ैक्शन के सामान्य कोर्स में नहीं होंगे यह केवल तब होगा जब रिकवरी के दौरान विफलताएं हुई हों और अंत में हम लॉग में Ti abort रिकॉर्ड जोड़ेंगे इसलिए इस बात को याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम ऑपरेशन हम्म अनलॉगिंग कर रहे हैं हम ऑपरेशन लॉगिंग के आधार पर अनडू रिकॉर्ड को अनदेखा कर देते हैं और बस ऑपरेशन केस के साथ चलते हैं तो यह वे नोट हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है ठीक है तो यह एक उदाहरण है जिसे आपको कुछ समय बिताना होगा और देखभाल के साथ समझना होगा तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रांज़ैक्शन T0 शुरू हो गया है यह वह जगह है जहां इसने एक फिजिकल अपडेट किया है एक फिजिकल अनडू रिकॉर्ड है और फिर यह एक ऑपरेशन करता है बेशक यह एक सरल ऑपरेशन है जो C के मूल्य को 700 से 600 तक बदल देता है इसलिए स्वाभाविक रूप से इसलिए इसे 100 से घटाया गया है इसलिए यहां आपका अनडू संचालन 100 से बढ़ रहा है इसलिए यदि T0 यहाँ एबोर्ट संरचना पर आधारित होना होगा तो आपको 600 को 700 से बदलना होगा लेकिन अगर इसके बाद भी ऐसा होता है तो यह मामला है अगर इसे पूरा किया जाता है और फिर विफलता होती है तो आप तार्किक करेंगे जो कि C का वैल्यू है आप बस तार्किक रूप से इसमें 100 जोड़ देंगे लेकिन इसका मतलब है कि जब आप शुरुआत खोजने के लिए यहां से पीछे की ओर जाते हैं तो आपको वास्तव में इस फिजिकल अनडू ऑपरेशन के संदर्भ में उस पर प्रभाव डाल चुके हैं जो आप कर रहे हैं तो यह मूल अंतर है यहाँ उस पर बाद के अलग अलग उदाहरण हैं और आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं तो संभवतः इसने T0 को C1 पर लॉक जारी कर दिया है तो T1 ने फिर से लॉग लिया है T1 ने फिर से अपडेट किया है तो फिर यह जारी इस ऑपरेशन को जोड़ देगा इसे 100 जोड़ना होगा इसलिए यह जोड़ता है कि यह C 400 हो गया था अब यह 100 वापस जोड़ रहा है तो C 500 हो जाता है और फिर ऑपरेशन समाप्त हो जाता है तो आप ऑपरेशन एबॉर्ट लिखते हैं और O1 का O1 अनडू पूरा हो जाता है लेकिन आपके पास अभी भी इसमें पीछे जाने के बाद आपके पास यह रिकॉर्ड अभी भी है जो सीधे अपडेट किया गया था तो ये अनडू किया है तो इस तरह से ट्रांज़ैक्शन का भी उपयोग किया जाता है और यह ध्यान रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तरीका है तार्किक के लिए यह इसी तरह का एक और दृष्टांत है तो यहाँ अनडू एक पुनः पुनः चरण है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं यह वह जगह है जहाँ crash का लॉग इन समाप्त होता है ये फिर से चरण हैं क्योंकि ये चेक पॉइंट हैं जहां T1 था तो यदि आप हैं तो Redo T1 के अंत में तो आप यहाँ से फिर से शुरू कर रहे हैं तो आपने ऑपरेशन अंत कर दिया है T1 समाप्त नहीं हुआ है T2 शुरू हो गया है इसलिए आपने T2 को अनडू में हैं तो उन्हें उस अनडू जो पास करता है उससे गुजरना होगा तो हम T2 C 400 को अनडू करते हैं तो यह वही है जो आप कैसे जाएंगे तो यह पहली चीज है जिसे आप अनडू करते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से आप T2 start की शुरुआत में आ गए हैं इसलिए आप एबोर्ट करते हैं और आप फिर से जा रहे हैं और आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब आप इस बिंदु से अनडू किया जाना है इसलिए C जो 400 हो गया था अब 300 से बढ़ा हुआ है आप चेक प्वाइंट पर आते हैं जो ऑपरेशन शुरू होने के बाद यहां समाप्त होता है और स्वाभाविक रूप से आप ऑपरेशन एबोर्ट की घोषणा करते हैं और आगे जाकर यही होता है जब आपके पास ट्रांज़ैक्शन T1 शुरू हुआ था इसलिए आप इसे अनडू करें यह फिर से एक फिजिकल अनडू करता है इसलिए यह है कि ट्रांज़ैक्शन प्रक्रिया के साथ किया जा सकता है यहाँ मैंने एक और उदाहरण दिया है मैं इससे स्टेप बाई स्टेप नहीं जाऊंगा तो एक कला पर जो आप उसी तर्क से गुजरते हैं और खुद को समझाते हैं कि आप समझते हैं कि यह ट्रांज़ैक्शन कैसे हो रहा है तो तार्किक पूर्ववत के साथ इस रिकवरी एल्गोरिदम के साथ मा हम फिजिकल अनडू redo कार्यों के समान दिखेंगे और हालांकि जो हमने यहां बताया है वह काफी नया नहीं है इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इन स्टेप्स से गुजरने में सक्षम होना चाहिए और वे आपके लिए फिर से स्पष्ट हो जाएंगे हमारे पास रीडू फेज और अनडू प्राप्त की जा सकती है इसलिए इस मॉड्यूल में हमने रिकवरी एल्गोरिदम के साथ साथ अब कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी एक्सपोज़ किया है और हमने दिखाया है कि ऑपरेशनल लॉगिंग ऑपरेशंस लॉगिंग का उपयोग करके रिकवरी कैसे की जा सकती है और सुनिश्चित करें कि वास्तव में डेटाबेस को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है डेटा आइटम पर एक लंबे समय के लिए लॉक करें और अन्य ट्रांज़ैक्शन में देरी करें लेकिन अगर यह डेटा आइटम पर डेटा पर अनडू करने के लिए कर सकता है